आइए हम रेडिएशन पर अपनी चर्चा जारी रखें हम देखने जा रहे हैं पहले हाफ में हम कुछ और डेफिनेशन देखने जा रहे हैं और फिर हम ब्लैकबॉडी रेडिएशन को चिह्नित करने जा रहे हैं यही हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं तो हमने पहले जो किया था उसे संक्षेप में करने के लिए सॉलिड एंगल sin theta dtheta dphi द्वारा दिया जाता है जो कि सॉलिड एंगल है यह उस वस्तु के संबंध में किसी वस्तु का सॉलिड एंगल है जो एमिटिंग रेडिएशन है और फिर हमने कहा कि स्पैक्टरल रेडिएशन फ्लक्स जो कि dq लैम्ब्डा है वह एक निश्चित वेवलैंथ है और स्पैक्टरल रेडिएशन फ्लक्स वह I द्वारा दिया जाता है जो रेडिएशन इनटेंसिटी है और सबस्क्रिप्ट लैम्ब्डा संबंधित वेवलैंथ के लिए खड़ा है और अगर मैं एक सबस्क्रिप्ट ई डालता हूं तो यह उत्सर्जन के लिए खड़ा होता है और यह वेवलैंथ और स्थिति का कार्य है सिद्धांत रूप में यह तापमान का एक कार्य है लेकिन हम देखेंगे कि थोड़ी देर में वह साइन थीटा कोस थीटा होगा दथेटा डीएफआई तो यह स्पैक्टरल रेडिएशन फ्लक्स की डेफिनेशन है मैं इसे उत्सर्जन के लिए सरफेस से उत्सर्जन के लिए कहकर अर्हता प्राप्त कर सकता हूं अब इसके आधार पर परिभाषित किया जा सकता है जिसे स्पैक्टरल हैमिस्फैरिकल कहा जाता स्पैक्टरल हैमिस्फैरिकल फ्लक्स को परिभाषित कर सकता है अब इसका मतलब क्या है याद रखें कि कंडक्शन में हमने कहा जब आप एक निश्चित डायमेंशन से अधिक एवरेज करते हैं तो इसे लंपिंग राइट कहा जाता है तो यहाँ थीटा और फी मूल रूप से स्फैरिकल कॉर्डिनेट में एंग्युलर डायरेक्शन्स हैं और इसलिए स्पैक्टरल रेडिएशन फ्लक्स अनिवार्य रूप से दो डायमेंशन पर एवरेज है तो यह मूल रूप से आपको बताता है कुल एमिशन क्या है जो कि उन सतहों से निकलता है जो सभी दिशाओं में एक दी गई वेवलैंथ पर होता है तो यह और कुछ नहीं है इसलिए अगर मैं q लैम्ब्डा कहता हूं जो कि pi दिशा पर 0 से 2 pi से अधिक और थीटा दिशा पर 0 से pi बटा 2 होगा तो यह 0 से 2 pi 0 से pi बटा 2 होगा मैं लैम्ब्डा ई पाप थीटा कोस थीटा दथेटा डीफी तो वह है वह स्पैक्टरल हैमिस्फैरिकल फ्लक्स है तो अब हमें एक नई परिभाषा पेश करने की आवश्यकता है तो मान लीजिए अगर सतह एक डिफ्यूज एमिटर है तो डिफ्यूज़ एमिटर इसका मतलब है कि एमिशन की इंटेंसिटी एंग्युलर दिशा का कार्य नहीं है जिसका अर्थ है कि सभी दिशाओं में सतह द्वारा एमिशन एक समान होने वाला है जिसका अर्थ है कि एमिशन की इंटेंसिटी स्वतंत्र है कोणीय स्थिति तो अब अगर हम यहां इस एस्पेक्ट पर उस पहलू को प्लग करते हैं तो q डबल प्राइम लैम्ब्डा मिलेगा और यह डिफ्यूज़ एमिटर के लिए है क्षमा करें मैं लैम्ब्डा कॉमा ई यह केवल लैम्ब्डा का एक कार्य है और निश्चित रूप से तापमान यह इंटीग्रल क्या है dphi के संबंध में यह 2 pi है साइन थीटा कॉस थीटा दथेटा ओवर 0 पर पाई बटा 2 के बारे में क्या 2 पीआई लैम्ब्डा ई आप सिन थीटा कोस थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं साइन 2 थीटा का आधा इसलिए यह मूल रूप से होगा 1 बटा 2 माइनस कॉस पीआई बटा 2 प्लस कॉस 0 डिवाइड टू 2 माइनस कॉस पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड कॉस 0 डिवाइडेड 2 से ताकि कुछ भी न हो पीआई मैं लैम्ब्डा ई तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह पाई के बराबर है तो इसी तरह कोई भी डिफाइन कर सकता है जिसे कुल रेडिएशन फ्लक्स या कुल कुल एमीशन फ्लक्स या सामान्य रूप से कुल रेडिएशन फ्लक्स कहा जाता है ताकि यह केवल q है जो सभी लैम्ब्डा पर अभिन्न होगा सभी की पूरी रेंज वेवलैंथ जिसे आप dlambda में सोच सकते हैं तो यह द्वारा दिया गया है इसलिए यह अनिवार्य रूप से सभी एसेंशियल वेवलैंथ पर इस मात्रा का अभिन्न अंग है तो यह आपको दी गई सतह से सभी वेवलैंथ पर कुल रेडिएशन फ्लक्स देगा और सभी दिशाओं में एमिटिड होगा तो यह बहुत महत्वपूर्ण है खासकर जब हम ब्लैकबॉडी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो आप इन एक्सप्रेशन्स के कुछ विशेष अनुप्रयोगों को देखना शुरू कर देंगे अब इस बिंदु पर मैं एक पल के लिए रुकूंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि ये हेमिस्फैरिकल मात्रा यह अभिन्न और कुल उत्सर्जन अभिन्न आप कई अलग अलग जगहों पर सभी रेडिएशन कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे तो इस पाठ्यक्रम में और यदि आप एडवांस रेडिएशन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप इन हेमिस्फेयर और कुल के बारे में बहुत कुछ देखेंगे क्योंकि सभी डेफिनेशंस और रेडिएशन की सभी मात्राएँ ये सभी इन 2 मात्राओं पर निर्भर हैं इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पैक्टरल रेडिएशन फ्लक्स का क्या अर्थ है और कुल एमिशन फ्लक्स का क्या अर्थ है इतना सामान्य प्रतीक जो मैं उपयोग करूंगा जो आपके टैक्स्ट के अनुरूप है रेडिएशन के लिए मैं प्रतीक ई का उपयोग करूंगा तो यह थीटा फी और तापमान का एक कार्य है तो यह उत्सर्जक शक्ति है या प्रवाह जिसे हम इनमें से कोई भी कह सकते हैं तो और वह कुछ भी नहीं है वह d q लैम्ब्डा डबल प्राइम है तो वह उत्सर्जन शक्ति की परिभाषा है इसी तरह कोई भी रेडिएशन को परिभाषित कर सकता है एक मिनट में समझाएं रेडिएशन क्या है तो यह एक सरफेस द्वारा प्राप्त रेडिएशन का है एक सतह द्वारा प्राप्त रेडिएशन का प्रवाह अब तक हमने बात की एक सतह से शुद्ध एमिशन क्या है तो याद रखें कि जब हमने पहली बार रेडिएशन के तंत्र पर चर्चा की थी तो हमने कहा था कि कोई भी किसी भी प्रकार का पदार्थ रेडिएशन का एमिट और एब्जोप्शन करने वाला है इसलिए यदि आपको रेडिएशन प्रक्रिया को चिह्नित करना है तो आपको उत्सर्जन को चिह्नित करना होगा आपको अवशोषण को चिह्नित करना होगा और आपको प्रतिबिंब को भी चिह्नित करना होगा तो इसी तरह कोई भी डिफाइन कर सकता है जैसे हमने इन स्पेक्ट्रल रेडिएशन मात्राओं को कैसे परिभाषित किया है आपके पास स्पेक्ट्रल गोलार्ध हो सकता है मैं सूत्र नहीं लिखूंगा लेकिन यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि कोई स्पेक्ट्रल हेमिस्फेयर प्रवाह को परिभाषित कर सकता है तो यह सिर्फ अभिन्न वगैरह वगैरह है अब आपके पाठ में उपयोग किया जाने वाला प्रतीक और यही मैं भी उपयोग करूंगा इसलिए लैम्ब्डा कॉमा आई जो कि विकिरण के लिए खड़ा है वह विकिरण की तीव्रता है जो किसी दी गई सतह द्वारा अवशोषित होती है और इसलिए इसी तरह कोई भी परिभाषित कर सकता है इसलिए स्पेक्ट्रल हेमिस्फेयर की तरह कोई भी कुल रेडिएशन फ्लक्स को डिफाइन कर सकता है ये सभी डेफिनेशन हैं हमें केवल i लैम्ब्डा ई को i लैम्ब्डा i से बदलना होगा जो हमने लिखा है इंटीग्रल्स को कई बार लिखना सिर्फ उबाऊ है लेकिन आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है ठीक है तो मैं लैम्ब्डा आई के बजाय मैं लैम्ब्डा ई आपकी पिछली एक्सप्रेशन में जहां यह रेडिएशन की तीव्रता है जो उत्सर्जित होती है आप इसे रेडिएशन की तीव्रता से बदलते हैं जो वास्तव में एब्ज्रोब होती है और इसी तरह कोई डिफाइन कर सकता है कि क्या है रेडियोसिटी कहा जाता है तो रेडियोसिटी अनिवार्य रूप से एमिटिड रेडिएशन और रिफलेक्टेड रेडिएशन का योग है रेडियोसिटी को डिफाइन करना उपयोगी है क्योंकि एक सतह से निकलने वाला शुद्ध रेडिएशन अनिवार्य रूप से योग होता है जो मिट होता है और जो सही पर परावर्तित होता है तो वह शुद्ध उत्सर्जन है और जो प्रतीक दिया गया है वह है जे जे एक प्रतीक है जो दिया गया है और जे एक विशिष्ट लैम्ब्डा पर फिर से यह लैम्ब्डा थीटा फी और तापमान का एक कार्य होने जा रहा है और एक बार फिर कोई भी मात्राओं को परिभाषित कर सकता है जैसे स्पेक्ट्रल हेमिस्फेयर रेडियोसिटी और कुल हेमिस्फेयर रेडियोसिटी एक समान मात्राओं को परिभाषित कर सकता है और तीव्रता रिप्रेसेन्टेशन के लिए प्रतीक ई प्लस आर है तो यह फिर से वह अंकन है जो आपके पाठ में दिया गया है और हम यहां उसी संकेतन का पालन करेंगे तो यह रेडिएशन की तीव्रता है जो उत्सर्जित होती है और रेडिएशन की तीव्रता एक दी गई तरंग दैर्ध्य पर रिफ्लेक्टेड होती है तो यही है और अनिवार्य रूप से आप इन इंटीग्रल को प्रतिस्थापित करके प्राप्त कर सकते हैं मैं लैम्ब्डा कॉमा ई इनके साथ एक नई तीव्रता जिसे हमने अभी डिफाइन किया है ठीक है इसलिए कि हम रेडिएशन के अगले पहलू में आगे बढ़ने जा रहे हैं अगला पहलू है हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्लैकबॉडी रेडिएशन क्या है अब आप में से अधिकांश ने शायद आप सभी ने स्टीफ़न बोल्ट्ज़मैन स्थिर अधिकार के बारे में सुना होगा तो आप कहते हैं कि रेडिएशन जो भी तीव्रता उत्सर्जन तीव्रता सिग्मा टी से 4 की शक्ति वगैरह वगैरह है यह 4 की शक्ति के लिए टी क्यों है क्या किसी को पता है चालन में देखें कि हमने कहा कि ड्राइविंग बल तापमान ढाल ऐसा क्यों है कि यह 4 की शक्ति के लिए टी है तापमान ढाल क्यों नहीं तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैकबॉडी रेडिएशन से तो ब्लैकबॉडी क्या है वे फिर से ब्लैकबॉडी हैं ब्लैकबॉडी नाम की कोई चीज नहीं है तो ब्लैकबॉडी एक आइडियालाइज़ेशन है और इसका उपयोग मानकीकरण उद्देश्यों के लिए किया जाता है वास्तव में डिफ्यूज़ एमिटर वगैरह की सभी अवधारणा अनिवार्य रूप से ब्लैकबॉडी को चिह्नित करने के लिए परिभाषित की गई है और इसलिए हम रेडिएशन प्रक्रिया को मापने के लिए एक निश्चित मानक पेश कर सकते हैं तो कुछ गुण हैं हम वापस आएंगे कि यह थोड़ी देर में टी पावर 4 क्यों है हम ब्लैकबॉडी रेडिएशन की मात्रा निर्धारित करते हैं तो यह सभी आने वाले डिएशन को सभी वेवलैंथपर और सभी एंगल सभी दिशाओं में अवशोषित करता है इसलिए यह पहला गुण है दूसरी संपत्ति यह है कि यह फैलाना उत्सर्जक है इसलिए यह ब्लैकबॉडी की दूसरी संपत्ति है तो नहीं एक ब्लैकबॉडी से अधिक उत्सर्जित कर सकता है फिर से यह एक आइडियालाइज़ेशन है कुछ प्रयोगात्मक हैं आप जानते हैं ज्योमेट्रि जो ब्लैक बॉडी के करीब रही हैं लेकिन यह अभी तक नहीं है तो यह सिर्फ एक आदर्शीकरण है कोई भी शरीर रेडिएशन से अधिक उत्सर्जित नहीं कर सकता है जो कि एक ही तापमान पर एक काले शरीर द्वारा उत्सर्जित होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वही तापमान तो इसलिए डिफ्यूज़ एमिटर है यह सभी आने वाले रेडिएशन को सभी वेवलैंथ और सभी एंगल पर अवशोषित करता है और इसलिए इसे आम तौर पर रेडिएशन प्रक्रिया को मापने के लिए रेडिएशन प्रक्रिया को मापने के लिए मानक के रूप में माना जाता है तो यह माना जाता है कि यदि कोई कैविटी है स्फैरिकल कैविटी इसलिए यह एक गोला होना चाहिए और यदि एक छोटा चुटकी छेद है जो गुहा में मौजूद है और यदि गोले के अंदर काले पेंट के साथ लेपित है तो वह एक काला शरीर माना जाता है और इसके पीछे कारण यह है कि जो कुछ भी सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है वह एक है वह स्वयं ही अवशोषित हो जाता है तो केवल एक बहुत छोटी विटी है और जो भी रेडिएशन अंदर आता है वे आंतरिक रूप से परावर्तित होते हैं और सभी वेवलैंथ पर पूरी तरह से अवशोषित होते हैं तो इसीलिए इसे ब्लैकबॉडी रेडिएशन के करीब माना जाता है ठीक है इसलिए कंडक्शन की तरह हमने कहा कि यदि हम ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को मापना चाहते हैं तो हमें फूरियर के नियम और न्यूटन के नियम जैसे कॉन्स्टीट्यूटिव कानून की आवश्यकता है रेडिएशन की मात्रा निर्धारित करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसे प्लैंक का नियम कहा जाता है यही प्लैंक का नियम है और कानून है रेडिएशन तीव्रता I जो कि एक कार्य है जाहिर है यह थीटा और फाइ का एक कार्य नहीं है हम इसे थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं और यह 2 गुना h c0 वर्ग ब लैम्ब्डा के बराबर phi की शक्ति के बराबर है h के घातांक में h c0 द्वारा लैम्ब्डा केटी माइनस 1 तो वह कानून है जो ब्लैकबॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन की तीव्रता से संबंधित है मुझे इसे बी के साथ अर्हता प्राप्त करनी चाहिए यह कहते हुए कि यह ब्लैकबॉडी के लिए है और कुछ स्थिरांक हैं जिन्हें मुझे यहां लिखना चाहिए तो स्थिर एच और ध्यान दें कि यह एक फ़िफ्यूज़ उत्सर्जक है इसलिए यह केवल लैम्ब्डा और तापमान का एक कार्य है तो प्लैंक का स्थिरांक 66256 गुणा 10 शक्ति माइनस 34 जूल सेकेंड है और बोल्ट्जमान स्थिरांक है तो k बोल्ट्जमान स्थिरांक है जो 13805 गुणा 10 शक्ति माइनस 23 जूल प्रति केल्विन है और c0 प्रकाश की यह गति है तो यह वास्तव में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थियोरी से आता है तो इसे स्पैक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है तो यह जो कैप्चर करता है वह एक ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता का वर्णक्रमीय वितरण है इसलिए क्योंकि यह एक विसारक संपादक है एमिटर क्षमा करें तो E वह प्रतीक है जिसका उपयोग हम उत्सर्जक शक्ति के लिए करेंगे तो ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन शक्ति जो केवल लैम्ब्डा और तापमान का एक कार्य है द्वारा दिया जाता है अगर मुझे पता है कि मैं उत्सर्जन की तीव्रता है तो उत्सर्जन शक्ति क्या है तो यह इंटीग्रल 0 से 2 pi होगा इंटीग्रल 0 से pi बटा 2 I लैम्ब्डा कॉमा बी सिन थीटा कॉस थीटा दथेटा डीफी लेकिन हमने कहा कि यह एक डिफ्यूज एमिटर राइट है इसलिए जिसका अर्थ है कि तीव्रता कोणीय स्थिति का कार्य नहीं है तो हम एकीकृत कर सकते हैं तो यह आई लैम्ब्डा कॉमा बी में पाई होगी तो वह अभिन्न बस पीआई तक उबाल जाता है तो 0 से 2 pi dphi का समाकल 2 pi है समाकलन 0 से pi बटा 2 Cos theta sin theta dtheta 1 बटा 2 है कहाँ हाँ समझ में आता है यह समझा जाता है तो इंटीग्रल बस पाई है तो उत्सर्जक शक्तिस्पैक्ट्रल एमिसिव पावर इसलिए हमने केवल सभी वेवलैंथसभी एंग्युलर दिशाओं को एकीकृत किया है तो एक काले शरीर की स्पैक्ट्रल एमिसिव पावर पाई टाइम्स आई लैम्ब्डा द्वारा दी जाती है अब आइए जानें एक ब्लैकबॉडी की कुल उत्सर्जन शक्ति कुल उत्सर्जन शक्ति क्या है तो यह ई द्वारा दिया गया है जो केवल तापमान का एक कार्य है क्योंकि अब हम सभी तरंग दैर्ध्य को एकीकृत करने जा रहे हैं तो यह तापमान का एक कार्य होगा मैं ब्लैक बॉडी के लिए एक सबस्क्रिप्ट बी डालता हूं 0 से अनंत तक dlambda में इसलिए जब आप इस व्यंजक को एकीकृत करते हैं तो यह पूर्णांक 0 से अनंत तक 2 h pi c0 वर्ग लैम्ब्डा शक्ति 5 घातांक h c0 लैम्ब्डा kT माइनस 1 dlambda द्वारा है तो ध्यान दें कि यह पीआई सभी कोणीय दिशाओं पर औसत से आता है और इसलिए अब यदि हम पूरे लैम्ब्डा पर एकीकृत करते हैं तो आपको यह मिलता है सिग्मा टी पावर फोर नामक जादुई सूत्र तो जिस तरह से आपको एकीकृत करना है आपको उपयोग करना होगा हमें आपको कनवल्शन इंटीग्रल का उपयोग करना होगा इसलिए आप 4 बार भागों द्वारा एकीकरण करते हैं और आपको जो मिलता है वह सिग्मा टी से 4 की शक्ति है और मूल्य सिग्मा का 567 कुछ है तो यह 567 गुणा 10 से घटाकर 8 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन 4 की शक्ति है तो यह जादुई सूत्र जिसे आप सभी ने अब तक देखा है वास्तव में ब्लैकबॉडी रेडिएशन की मात्रा का उपयोग करके एक कठोर विश्लेषण से आता है तो यह टी शक्ति सिग्मा टी से 4 की शक्ति अनिवार्य रूप से यहाँ से आती है